इस विशाल खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम में इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है तो आइए हम गणितीय प्रारंभिकताओं के साथ शुरू करें जो अनुकूलन के ढांचे को समझने के लिए आवश्यक हैं जो अनुकूलन के लिए ढांचे के निर्माण का आधार है अनुकूलन के लिए विभिन्न उपकरण और तकनीकें ठीक है इसलिए हम गणितीय प्रारंभिक संकेतन और इतने पर शुरू करना चाहते हैं कि हम अनुकूलन की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए या मूल रूप से वर्णन करने के लिए अनुकूलन के अपने उपचार में अक्सर उपयोग करने जा रहे हैं

अब पहली चीज जो हम गणितीय निर्माण का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं वह एक वेक्टर का है क्योंकि आप सभी को परिचित या वेक्टर xbar होना चाहिए जिसे मात्रा के शीर्ष पर एक बार द्वारा दर्शाया जाता है तो यह मूल रूप से है तो आइए हम वैक्टर की अवधारणा के साथ शुरू करें और एक वेक्टर को इस तरह की मात्रा से दर्शाया जाता है जो शीर्ष पर बार की होती है तो यह मूल रूप से एक वेक्टर है तो वेक्टर xbar एक n आयामी वस्तु है जिसमें n घटक होते हैं ये तत्व हैं तो यह आपका है यह मूल रूप से आपका n आयामी है यह आपका n आयामी वेक्टर है जिसमें n तत्व हैं यह एक एन आयामी सदिश है और अब यदि ये तत्व x1 x2 xn ये वास्तविक क्षेत्र से संबंधित हैं जो कि ये वास्तविक संख्याएँ हैं तो हम कहते हैं कि यह एक n आयामी वास्तविक सदिश है जो कि xbar n आयामी वास्तविक सदिशों के समूह से संबंधित है ठीक है तो यह n आयामी वास्तविक वैक्टर का एक स्थान है

और इसलिए हमारे पास क्या है यदि आप अब xbar पर विचार करते हैं तो xbar कॉलम वेक्टर है और इसलिए xbar ट्रांसपोज़ हम इसी तरह एक रो वेक्टर होंगे तो यह एक 1 क्रॉस n होगा तो यह मूल रूप से आपका रो वेक्टर xbar ट्रांसपोज़ है तो यह तो xbar एक कॉलम वेक्टर है या मूल रूप से n क्रॉस 1 है जिसका आयाम n क्रॉस 1 है अब xbar ट्रांसपोज़ अब यह आप देख सकते हैं कि यह एक पंक्ति वेक्टर है जो आयाम 1 क्रॉस n का है यह 1 पंक्ति और n कॉलम है और आगे xbar ट्रांसपोज़ xbar है यह मूल रूप से आपका x1 x2 xn है पंक्ति वेक्टर गुणनफल कॉलम वेक्टर x1 x2 xn के साथ है और आप देख सकते हैं यह मूल रूप से बराबर है कि आप देख सकते हैं कि यह x1 वर्ग है मान लीजिए कि ये वास्तविक मात्राएँ x2 वर्ग प्लस xn वर्ग हैं जिन्हें मानक वर्ग द्वारा भी दर्शाया जाता है और वास्तव में हम देखेंगे कि यह एक मानक का एक विशिष्ट मामला है यह l2 मानक है तो यह तो का वर्ग है यह वेक्टर के l2 मानक को इंगित करता है जहाँ xbar का मानक और यह l2 मानक डिफ़ॉल्ट है

तो यह l2 मानक है जो डिफ़ॉल्ट मानक है जिसका हम उपयोग करेंगे इसलिए यदि ऐसा कोई ज्ञात है तो मानक स्पष्ट है या स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है यह होगा कि यह l2 मानक को इंगित करेगा ठीक है और एक वेक्टर का l2 मानक मूल रूप से कुछ ऐसा है जिससे आप पहले से ही बहुत परिचित हैं जो केवल वेक्टर की लंबाई है n आयामी स्थान में एक वेक्टर की लंबाई ठीक है तो मानक xbar बस कुछ ऐसा है जिससे आप में से अधिकांश बहुत परिचित हो सकते हैं जो कि x1 वर्ग प्लस x2 वर्ग प्लस xn वर्ग का वर्गमूल है जो मूल रूप से वेक्टर की लंबाई है ठीक है ठीक है अब दूसरी ओर अब आपके पास इसी तरह वास्तविक सदिश है यदि x1 x2 xn जटिल संख्या के समुच्चय से संबंधित हैं तो अब हम जो देखना चाहते हैं वह यह है कि हम एक जटिल वेक्टर की धारणा देखना चाहते हैं तो एक जटिल वेक्टर यदि x1 x2 xn तत्व C से संबंधित हैं जो कि ये जटिल संख्याएँ हैं तो इसका तात्पर्य है कि xbar वेक्टर xbar n आयामी जटिल वेक्टर Cn के सेट से संबंधित है जो कि n आयामी है n आयामी का स्थान n आयामी जटिल वैक्टर का स्थान है

अब xbar हर्मिशियन यह मूल रूप से x1 संयुग्म x2 संयुग्म xn संयुग्म के बराबर है जो कि पहले आप लेते हैं जब आप वास्तव में एक वेक्टर या मैट्रिक्स के हर्मिशियन को लेते हैं अब इस मामले में आप एक वेक्टर के हर्मिशियन को ले रहे हैं कॉलम वेक्टर एक पंक्ति वेक्टर बन जाता है और इसके अलावा आप प्रत्येक जटिल तत्व के जटिल संयुग्म को भी लेते हैं तो यह मूल रूप से आपका एक्सबार हर्मिशियन है ठीक है तो दो चरण एक यह है कि आप मूल रूप से रो वेक्टर प्लस तत्वों के जटिल संयुग्म का प्रदर्शन करते हैं और xbar में xbar हर्मिशियन x1 x2 संयुग्म के बराबर है xn संयुग्म बार x1 x2 xn और यह अब परिमाण के बराबर है देखें कि यह x1 संयुग्म गुणा x1 है जो परिमाण x1 वर्ग प्लस परिमाण x2 वर्ग प्लस है इसलिए परिमाण xn वर्ग तक जो एक बार फिर है यह मानक के बराबर है वास्तव में xbar वर्ग का l2 मानक

आप सबस्क्रिप्ट 2 में 2 भी लिख सकते हैं इंगित करें कि यह l2 मानक है और इसलिए एक बार फिर अब आप देखते हैं कि इस मामले में एक जटिल वेक्टर xbar का मानक यह परिमाण x1 वर्ग प्लस परिमाण x2 वर्ग प्लस परिमाण xn वर्ग का वर्गमूल है यही वह जगह है जहाँ हमने xi वर्ग को परिमाण xi वर्ग से बदल दिया है वास्तव में यह एक सामान्य परिभाषा है जो परिमाण x1 वर्ग परिमाण x2 वर्ग परिमाण प्लस परिमाण xn वर्ग और उस मात्रा का वर्गमूल है

यह परिभाषा सामान्य है यह वास्तविक दोनों के लिए काम करती है वास्तविक के साथ साथ जटिल वैक्टर दोनों के लिए काम करती है तो यह उस अर्थ में यह एक सामान्य परिभाषा है वास्तविक संख्या के लिए आप बस तत्व के वर्ग द्वारा परिमाण वर्ग को प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो यह वास्तविक की एक सामान्य परिभाषा है और यह सामान्य परिभाषा है जो वास्तविक और जटिल वैक्टर दोनों के लिए लागू होती है अब एक विशेष प्रकार का वेक्टर निम्नलिखित रूप में प्राप्त किया जाता है कि xTilda xbar के मानक द्वारा विभाजित xbar के बराबर होता है यही है कि आप वेक्टर xbar ले रहे हैं और इसे इसके मानक से विभाजित कर रहे हैं और यह एक इकाई मानक वेक्टर देता है तो इस वेक्टर में xTilda मूल रूप से इकाई मानक वेक्टर है क्योंकि आप दिखा सकते हैं कि xTilda का मानक एकता है तो इस वेक्टर xTilda का एक दिलचस्प गुण है xTilda एक इकाई मानक है तो xTilda एक इकाई मानक वेक्टर है और हम इसे बहुत आसानी से निम्नानुसार दिखा सकते हैं

वास्तव में यदि आप xTilda हर्मिशियन xTilda को देखते हैं जो कि xbar हर्मिशियन है जिसे मानक xbar बार से विभाजित किया जाता है xbar मानक द्वारा विभाजित xbar मूल रूप से xbar हर्मिशियन xbar है जो मानक xbar वर्ग द्वारा विभाजित मानक xbar वर्ग है जो 1 है तो इसका तात्पर्य है कि अब xTilda हर्मिशियन xTilda मानक xTilda वर्ग के अलावा और कुछ नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि मानक xTilda वर्ग 1 के बराबर है कि इसका तात्पर्य है कि xTilda का मानक 1 के बराबर है ठीक है तो xTilda मूल रूप से एक इकाई मानक वेक्टर है

आप यह भी कह सकते हैं कि यह xbar की दिशा में इकाई मानक सदिश है इसलिए यदि आप इस n आयामी वेक्टर xbar को n आयामी स्थान में एक विशेष दिशा का प्रतिनिधित्व करने के रूप में सोचते हैं तो इकाई मानक वेक्टर को मूल रूप से उस दिशा में n आयामी स्थान में इंगित करने वाले इकाई वेक्टर के रूप में सोचा जा सकता है यह वेक्टर xbar द्वारा दी गई दिशा है ठीक है तो xbar और xTilda दोनों एक रेखा हैं सिवाय इसके कि इस वेक्टर में xTilda एक इकाई मानक वेक्टर है जो कि एकता के बराबर मानक है आइए इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें उदाहरण के लिए आइए वेक्टर xbar पर विचार करें मान लें कि यह आपका xbar सभी 1 वेक्टर के बराबर है जो कि n आयामी n आयामी सभी 1 वेक्टर है फिर हमारे पास xbar का मानक 1 वर्ग के वर्गमूल के बराबर है जो कि 1 जमा 1 जमा 1 n गुना है जो कि n के वर्गमूल के बराबर है वास्तव में मानक xbar वर्ग याद रखें हम l2 के बारे में बात कर रहे हैं मानक xbar वर्ग n के बराबर है और वास्तव में xTilda xbar के मानक द्वारा विभाजित xbar के बराबर है जो कि वेक्टर में n के वर्गमूल पर 1 है जो सभी 1 का एक वेक्टर है तो यह मूल रूप से संबंधित इकाई मानक है यह संबंधित इकाई मानक वेक्टर है ठीक है तो यह मूल रूप से वैक्टर के विभिन्न गुणों के विभिन्न पहलुओं के गुणों का एक संक्षिप्त सारांश पूरा करता है और आप में से अधिकांश पहले से ही इनमें से कई पहलुओं से परिचित हो सकते हैं लेकिन यह संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करता है और हम जल्दी से आपकी स्मृति को ताज़ा करेंगे और आपको इनमें से कई पहलुओं की याद दिलाएंगे ठीक है तो अब आइए हम मैट्रिक्स को देखें एक बार फिर रैखिक बीजगणित और मैट्रिक्स में विभिन्न अवधारणाओं की एक संक्षिप्त समीक्षा इसका तात्पर्य है कि A में m पंक्तियाँ और n कॉलम हैं और आप A को मैट्रिक्स a11 a12 के रूप में दर्शा सकते हैं इसलिए a1n तक a21 a22 तो a2n तक और mth पंक्ति am1 am2 है तो amn तक

तो आप देख सकते हैं कि एम पंक्तियाँ हैं तो m पंक्तियाँ हैं और n कॉलम हैं

और ध्यान दें कि उदाहरण के लिए यह मात्रा ijth तत्व aij ith पंक्ति और jth कॉलम में तत्व के बराबर है यह आई टी एच पंक्ति और जे टी एच स्तंभ में तत्व है

और जब पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होती है जो m n के बराबर होती है तो मैट्रिक्स A एक वर्ग मैट्रिक्स बन जाता है इसलिए यदि m n के बराबर है तो मैट्रिक्स A एक वर्ग मैट्रिक्स है जो तब होता है जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है आइए अब हम पंक्ति स्थान और स्तंभ स्थान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा को देखें ठीक है अब पहले एक मैट्रिक्स के पंक्ति स्थान और स्तंभ स्थान की इस अवधारणा को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा क्या मतलब है स्थान से हमारा क्या मतलब है और वैक्टरों के एक समूह की श्रेणी से हमारा क्या मतलब है Wbar2 तो Wbarm तक यह एक समूह है यह m वैक्टर का एक समूह है फिर अब ये वैक्टर रैखिक रूप से स्वतंत्र हैं अब यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है

तो ये रैखिक रूप से स्वतंत्र हैं इसलिए ये रैखिक रूप से स्वतंत्र हैं यदि C1 C2 मौजूद नहीं है तो Cm तक सभी 0 जो कि उनमें से सभी 0 नहीं हो सकते हैं वे C1 C2 Cm सभी 0 नहीं हैं जैसे कि C1 Wbar1 प्लस C2 Wbar2 प्लस प्लस Cm Wbarm 0 के बराबर है C2 Cm का ऐसा समुच्चय नहीं हो सकता है कि C1 Wbar1 प्लस C2 Wbar2 इसलिए आगे चलकर Cm Wbarm तक 0 के बराबर होता है ठीक है कि इसे एलिनियर संयोजन के रूप में जाना जाता है तो वे इस वैक्टर Wbar1 Wbar2 Wbarm का एक रैखिक संयोजन नहीं हो सकते हैं जो 0 के बराबर है तो यह मूल रूप से एक रैखिक संयोजन तो यह मूल रूप से एक रैखिक संयोजन है कि आप उन्हें गुणांक द्वारा तौल रहे हैं और उन्हें जोड़ रहे हैं तो यह मूल रूप से एक रैखिक संयोजन है तो सह कुशल C1 C2 Cm या वजन C1 C2 Cm के साथ वैक्टर Wbar1 Wbar2 Wbarm का एक रैखिक संयोजन ऐसा नहीं हो सकता है कि वे सभी 0 नहीं हैं ठीक है उन सभी के साथ 0 नहीं है जैसे कि वे सभी 0 नहीं हैं आइए हम ऐसा करें कि यह रैखिक संयोजन 0 हो अन्यथा वे रैखिक रूप से स्वतंत्र हैं ठीक है अब जो रैखिक रूप से स्वतंत्र है रैखिक रूप से निर्भर है अन्यथा वे रैखिक रूप से निर्भर हैं या आइए हम रैखिक निर्भरता की इस अवधारणा को देखें वे रैखिक रूप से निर्भर हैं रैखिक रूप से निर्भर हैं यदि मौजूद हैं यदि C1 C2 Cm सभी 0 के साथ या ऐसे नहीं हैं जैसे कि C1 Wbar1 प्लस C2 Wbar2 प्लस Cm Wbarm 0 के बराबर है इसलिए यदि ये भार C1 C2 Cm ऐसे मौजूद हैं कि उनमें से सभी 0 नहीं हैं और वैक्टर Wbar1 Wbar2 Wbarm का रैखिक संयोजन 0 है तो ये वैक्टर Wbar1 Wbar2 Wbarm रैखिक रूप से निर्भर हैं ठीक है तो यह मूल रूप से एक रैखिक संयोजन है और इसलिए ये वैक्टर रैखिक रूप से निर्भर हैं ठीक है उदाहरण के लिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं वैक्टरों पर विचार करें Wbar1 बराबर 111 और Wbar2 बराबर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 फिर आपके पास Wbar1 प्लस है आपके पास दो बार है आप आसानी से दो बार Wbar1 प्लस एक बार Wbar2 बराबर 0 देख सकते हैं इसका मतलब है Wbar1 अल्पविराम Wbar2 रैखिक रूप से निर्भर हैं ये रैखिक रूप से निर्भर हैं अब दूसरी ओर यदि एक और उदाहरण पर विचार करें तो Wbar1 111 के बराबर है और Wbar2 123 के बराबर है आप जल्दी से सत्यापित कर सकते हैं कि आप जांच कर सकते हैं कि Wbar1 अल्पविराम Wbar2 रैखिक रूप से स्वतंत्र हैं ठीक है इसका मतलब है कि C1 अल्पविराम C2 मौजूद नहीं है दोनों 0 नहीं हैं या दोनों 0 नहीं हैं दोनों 0 नहीं हैं जो उन दोनों में से एक है उनमें से एक 0 हो सकता है जैसे कि C1 Wbar1 प्लस C2 बार2 0 के बराबर है ठीक है वे मौजूद नहीं हैं ये भार ऐसे हैं कि रैखिक संयोजन 0 है ठीक है तो मूल रूप से यह वैक्टरों के एक समूह की रैखिक निर्भरता और रैखिक स्वतंत्रता की अवधारणा है अब यदि आप वापस जाते हैं और मैट्रिक्स ए को देखते हैं तो अब मैट्रिक्स ए की श्रेणी को परिभाषित करने के लिए रैखिक स्वतंत्रता की अवधारणा को कम कर दिया जाता है तो आइए हम वापस जाएं और मैट्रिक्स ए को एक सेट के रूप में देखें इसे एन कॉलम के रूप में याद रखें यह एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो आप या तो इसे एन कॉलम के रूप में देख सकते हैं या आप इसे देख सकते हैं क्योंकि आप या तो इसे एम पंक्तियों के रूप में देख सकते हैं ठीक है तो आपके पास a1Tilda है मान लीजिए कि यह a2Tilda पंक्तियों को दर्शाता है ठीक है और तो ये मूल रूप से आपके n कॉलम हैं और ये मूल रूप से आपकी m पंक्तियाँ हैं और अब A की कॉलम रैंक रैखिक रूप से स्वतंत्र कॉलम की अधिकतम संख्या के बराबर है जो कि abar1 abar2 से A बार n तक है यह रैखिक रूप से स्वतंत्र स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिसे आप ए से इस तरह से चुन सकते हैं कि रैखिक संयोजन जैसे वे करते हैं कोई भी रैखिक संयोजन मौजूद नहीं है जो कि 0 है तो ए के रैखिक रूप से स्वतंत्र स्तंभों की अधिकतम संख्या अब इसी तरह ए की पंक्ति श्रेणी ए की रैखिक रूप से स्वतंत्र पंक्तियों की अधिकतम संख्या के बराबर होती है

तो यह ए की कॉलम श्रेणी है और यह ए की पंक्ति श्रेणी है तो आपके पास पंक्ति श्रेणी की यह धारणा है और आपके पास स्तंभ श्रेणी की धारणा है और रैखिक बीजगणित या मैट्रिक्स सिद्धांत में मौलिक परिणामों में से एक यह है कि किसी भी मैट्रिक्स की पंक्ति श्रेणी कॉलम श्रेणी के बराबर होती है और इस मात्रा को केवल पंक्ति श्रेणी की श्रेणी द्वारा दर्शाया जाता है जो कॉलम श्रेणी के बराबर होती है जिसे केवल मैट्रिक्स ए की श्रेणी द्वारा दर्शाया जाता है ठीक है तो हमारे पास मौलिक परिणाम है और यह रैखिक बीजगणित पर कोई भी मानक पाठ्यपुस्तक उपलब्ध होनी चाहिए जो कि पंक्ति श्रेणी के बराबर है किसी भी मैट्रिक्स ए की पंक्ति श्रेणी कॉलम श्रेणी के बराबर है और इसलिए इसे केवल मैट्रिक्स ए की श्रेणी के रूप में दर्शाया जाता है

मैट्रिक्स ए की श्रेणी ए की अल्पविराम पंक्तियों की न्यूनतम संख्या से कम या उसके बराबर होती है तो ए की श्रेणी एम अल्पविराम एन के न्यूनतम से कम या उसके बराबर होती है जहाँ एम याद रखना पंक्तियों की संख्या है और एन स्तंभों की संख्या के बराबर है तो किसी भी मैट्रिक्स की श्रेणी मैट्रिक्स की पंक्तियों और स्तंभों की संख्या से कम या उसके बराबर होती है और यह मैट्रिक्स की मौलिक संपत्ति है

स्तंभ श्रेणी जो रैखिक रूप से स्वतंत्र स्तंभों की अधिकतम संख्या है पंक्ति श्रेणी जो रैखिक रूप से स्वतंत्र पंक्तियों की अधिकतम संख्या है और मौलिक प्रमेय यह है कि किसी भी मैट्रिक्स के मैट्रिक्स की पंक्ति श्रेणी उसके कॉलम श्रेणी के बराबर है जिसे केवल मैट्रिक्स ए की श्रेणी द्वारा दर्शाया जाता है और इसके अलावा इस श्रेणी को मैट्रिक्स की पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या से कम या उसके बराबर होना चाहिए तो हम अनुकूलन के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों को विकसित करने के लिए आवश्यक कुछ गणितीय प्रारंभिक विषयों को शामिल करने आए हैं हम इस चर्चा को बाद के मॉड्यूल में जारी रखेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद